इस पाठ्यक्रम 'माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट ' के एक अन्य मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने 'मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर' के बारे में बात की है और इनपुट रिफ्लेक्शन पर्क्यूशन के लिए फॉर्मूला जब कई ट्रांसमिशन लाइन सेगमेंट कैस्केड में जुड़े हैं लेकिन मैंने यह भी उल्लेख किया था कि यह सिर्फ एक एनालिसिस फार्मूला है यहां हम इनपुट रिफ्लेक्शन पर्क्यूशन का पता लगाएंगे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स और व्यक्तिगत ट्रांसमिशन लाइन सेगमेंट की लंबाई क्या है लेकिन डिजाइन में जब हम इम्पीडेन्स ट्रांसफार्मर में डिजाइन करते हैं तो हमें रिवर्स करना पड़ता है अर्थात हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक निश्चित करैक्टरिस्टिक्स निश्चित इम्पीडेन्स मैचिंग करैक्टरिस्टिक्स को दिया है और फिर हमें व्यक्तिगत व्यक्तिगत ट्रांसमिशन के करैक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स का पता लगाना होगा इसलिए इसे प्राप्त करने की पहली स्टेप कुछ प्रोटोटाइप एक्वेशंस को लिखना है और फिर उन एक्वेशंस की तुलना उस फार्मूला से करें जिसे हम प्राप्त करते हैं इसलिए पहला प्रोटोटाइप एक्वेशन वह है जिसे हम बायनोमिअल ट्रांसफार्मर कहते हैं अब बायनोमिअल ट्रांसफार्मर के लिए फार्मूला इनपुट रिफ्लेक्शन प्रोटोटाइप फ़ंक्शन इस तरह लिखा जाता है अब इस फार्मूला के बारे में दिलचस्प बात यह है कि थीटा में गामा इन पर 5 अपॉन 2 के बराबर शून्य है और D गामा इन अपॉन थीटा k या k और 1 के बीच में 1 और N माइनस 1 भी शून्य के बराबर है संतुष्ट होने वाली इस कंडीशन को मक्सिमली फ्लैट कंडीशन कहा जाता है अब अगर हम इस एक्वेशन को आगे एनालाइज करते हैं जिसको हमने अभी लिखा है तो आप देखते हैं कि गामा जो थीटा शून्य के बराबर है वह इस एक्वेशन द्वारा दिया जाता है हम यह भी जानते हैं कि जब थीटा शून्य के बराबर होता है जो एक DC कंडीशन है और गामा E केवल गामा L लौ रिफ्लेक्शन पर्क्यूशन के बराबर होना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास इस तरह के कई सेक्शन हैं लौ ZL कनेक्टर वाले N नंबर के सेक्शन फिर गामा इन या थीटा जीरो के बराबर यह एक छोटा कट होगा और इसलिए इस मामले में गामा इन थीटा पर शून्य के बराबर गामा L के बराबर होगा इस से सीधे तौर पर एक एक्वेशन a लिखिए जो इस के बराबर है अब इस वैल्यू को इस में सब्स्टीट्यट कर रहे है इसलिए अगर हम गामा A की वैल्यू को गामा इन के लिए एक्सप्रेशन में सब्स्टीट्यट करते हैं तो हमें क्या मिलता है अगर हम गामा इन फंक्शन के मोडुलस या मैगनीटुड का पता लगाने की कोशिश करते हैं फिर यह इस एक्वेशन से कॉस थीटा के रूप में निकलता है इसलिए यहां से अगर हम बैंडविड्थ को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं आपको याद है कि हम पिछले व्याख्यान में बैंडविड्थ को कैसे परिभाषित करते हैं हमने कहा कि यदि हम एक निश्चित गामा M लेते हैं और थीटा की सभी वैल्यूज के लिए या जो गामा इन थीटा मैगनीटुड से कम या गामा M के बराबर है तो थीटा की उन वैल्यूज का रेस्पोन्ड बैंडविड्थ के लिए है इसी तरह से हम बैंडविड्थ को परिभाषित करते हैं इसलिए यहां से हम थीटा M की वैल्यू निकाल सकते है जिसके लिए हमें गामा M मिलता है जिसके लिए गामा के मॉडूलर्स और थीटा गामा M के बराबर है तो थीटा की यह वैल्यू एक्वेशन दे रहा है जिसका अब पता चला है और फिर एक बार जब हम थीटा M की वैल्यू को जान लेते हैं तो हम फ्रॅक्शनल N फ्रॅक्शनल बैंडविड्थ डेल्टा F अपॉन F0 जैसा 2 माइनस 4 थीटा M अपॉन 1 पर पता कर सकते हैं यदि हम कर सकते हैं तो एक पल के लिए मॉनिटर पर स्लाइड पर वापस जाएं यह फंक्शन यह मक्सिमली फ्लैट या बायनोमिअल फंक्शन जो हमने अभी लिखा है N के विभिन्न प्रकार के लिए इस तरह दिया गया है और हम देखते हैं कि N की सभी वैल्यूज के लिए थीटा 5 बाय 2 के बराबर है पर वैल्यू शून्य है यदि हम अपनी लिखित स्लाइड्स पर वापस जा सकते हैं तो अब हम इस फ़ंक्शन को फार्मूला या मल्टीप्ल सेक्शन के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं इम्पीडेन्स मैचिंग नेटवर्क के मल्टीप्ल सेक्शन के लिए जो की हमने पिछली कक्षा में प्राप्त किए हैं हम इस फार्मूला के साथ कैसे रिकोंसिल करते हैं तो पहली बात हम ध्यान दें जो हम ध्यान देते है कि गामा इन थीटा इसके द्वारा दिया गया है यह वही है जो हमने अभी प्राप्त किया हैं और यदि हम इसका विस्तार करते हैंबायनोमिअल थ्योरम की तरह तो हमें इस तरह की एक एक्सप्रेशन मिलती है अब पिछले मॉड्यूल में हमने देखा है कि ट्रांसमिशन लाइन के मल्टीप्ल सेक्शन के लिए इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट को भी इस फार्मूला द्वारा दिया गया है हम देखते हैं कि ये दो एक्वेशन बहुत समान हैं इसी तरह हम एक एक्सप्रेशन का पता लगा सकते हैं और गामा k की वैल्यूज को इस तरह लिख सकते हैं आप देख सकते हैं कि हमने यहां क्या अचीव किया है हमने यहां गामा k के लिए एक्वेशन के कोएफ़िशिएंट के बायनोमिअल फंक्शन के कोएफ़िशिएंट की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन लिखी है जो की हमने बायनोमिअल ट्रांसफार्मर के लिए कहा था और इसलिए अब गामा K गामा L के संदर्भ में है हम इसे कहते हैं कि K मल्टी सेक्शन ट्रांसफार्मर के सेक्शन को संदर्भित करता है इसलिए मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर के सभी सेक्शन के लिए गामा K की वैल्यूज अब अच्छी तरह से नीचे लिखे गए हैं इसलिए हमने रिवर्स किया है कि हम यह करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कहा कि हमें एक निश्चित बैंडविड्थ की आवश्यकता है हमारे पास एक निश्चित गामा L है हम ZK को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एक बार जब हम गामा K वैल्यू का पता लगा लेते हैं तो आप आसानी से ZK का पता लगा सकते हैं अब कुछ प्रॉपर्टीज चूंकि यह एक्वेशन है गामा KS क्या है बायनोमिअल ट्रांसफार्मर के लिए कुछ एक प्रॉपर्टीज है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है यह गामा L पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है यह तो ठीक है तो फिर यह गामा K जो कि गामा L सभी पॉजिटिव या सभी नेगेटिव पर निर्भर है अगर गामा K सभी पॉजिटिव है या सभी नेगेटिव हैं तो इसका मतलब है कि सभी ZKs समान रूप से कम या समान रूप से बढ़ रही है ऐसा क्यों है क्योंकि गामा K का स्मरण बराबर है यह गामा K का फार्मूला है जो हमने पिछले मॉड्यूल में पाया है यदि गामा K नेगेटिव है तो ZK प्लस वन है मुझे ZK 1 के मॉड्यूलर लिखना चाहिए जो की ZK की तुलना में कम है दूसरे शब्दों में हर एक सबसेकेंट स्टेज में करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस पूर्ववर्ती पैमाने की तुलना में कम होती है या यदि गामा K पॉजिटिव है तो इसका अर्थ है कि हर एक सबसेकेंट स्टेज में पूर्ववर्ती की तुलना में उच्च करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होती है तो यह है कि हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं और यदि हम उस लोगरिथ्मिक सीरीज का उपयोग करके उसी अप्प्रोक्सिमशन का उपयोग करते हैं जो कि हमने पिछले व्याख्यान में किया है तो हम इस गामा K को LN के संदर्भ में ZK 1 अपॉन ZK लिख सकते हैं इसलिए हम बस आपको यह बता सकते हैं कि LN ZK 1 अपॉन ZK 1 गामा K के दोगुने के बराबर है यह बदले में लगभग बराबर है लेकिन इस अप्प्रोक्सिमशन को करने पर गामा K कि यह विशेष अप्प्रोक्सिमशन है हम एक्वेशन्स की संख्या को कम करते हैं और हमें लगातार सोलूशन्स भी मिलते हैं इसलिए इस फार्मूला का उपयोग करते हुए और इस LHS के साथ और RHS में हम आसानी से ZK प्लस वन का पता ZK की टर्म्स में लगा सकते हैं और फिर हम हर स्टेज के लिए ऐसा करते हैं इसलिए पहले हम ZK का पता लगाते हैं फिर हम ZK 1 का पता लगाते हैं ZK 1 की वैल्यू से हम ZK 2 का पता लगाते हैं और इसी तरह आगे करते है तो इस तरह से डिजाइन होता है यहां एक P सेक्शन बायनोमिअल ट्रांसफार्मर है जिसका इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट है जिसे हम डिजाइन करते हैं हम देखते हैं कि एक मामूली सा यहाँ मामूली सा मिसमैच एक्सेक्ट बायनोमिअल फ़ंक्शन जिसको नीली रेखा के द्वारा दिखाया गया और यह लाल रेखा दिखा रही है जिसे वास्तव में हमने इम्प्लीमेंट इनके बीच में किया है तो यह वही है जो हमने वास्तव में ADS नामक टूल पर इम्प्लीमेंट किया है यह हमारे इम्पीडेन्स मैचिंग नेटवर्क के तीन सेक्शन हैं ये Z1 Z2 और Z3 के लिए वैल्यूज हैं यह हमने बायनोमिअल एक्वेशन का उपयोग करके प्राप्त किया है जिसे हमने प्राप्त किया है हम जो नोटिस करते हैं वह है सबसे पहले एक चीज जो मुझे बायनोमिअल ट्रांसफार्मर के लिए उल्लेख करना चाहिए वह यह है कि वे सिमेट्रिक हैं यह है की पहली स्टेज है जैसा कि पिछले दो करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स के समान है दूसरी बात यह है कि जब हम इस डिज़ाइन को करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ मामूली मिसमैच एक्सेक्ट बायनोमिअल फार्मूला और यह डिज़ाइन जिसे हमने सर्किट पर इम्प्लीमेंट किया है के बीच में है और मिसमैच है क्योंकि अगर हम एक पल के लिए लिखित स्लाइड पर वापस आ सकते हैं तो इस अप्प्रोक्सिमशन के कारण यह लोगरिथ्मिक अप्प्रोक्सिमशन जो हम देते हैं इस एक मामूली मिसमैच की वजह से है तो यह सब बायनोमिअल ट्रांसफार्मर का उपयोग करके डिजाइन के बारे में था फिर हम एक और ट्रांसफार्मर पर विचार करेंगे जो चेबीशेव है तो हम देखते हैं कि चेबीशेव क्या है तो चेबीशेव तो चेबीशेव ट्रांसफार्मर को समझने के लिए ये चेबीशेव पोलीनोमियल्स हैं यदि हम इसे N के विभिन्न ऑर्डर्स या वैल्यूज के लिए ठीक से देख सकते हैं जैसा कि हम कहते हैं ये चेबीशेव पोलीनोमियल्स हैं और इस चेबीशेव पोलीनोमियल्स के लिए एक्सप्रेशन इन एक्वेशन्स द्वारा दी गई है T1X फर्स्ट आर्डर को प्रतिनिधित्व करता है T2 सेकंड आर्डर और फिर T3 थर्ड आर्डर अब ये चेबीशेव पोलीनोमियल्स TNX प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं TN Cos थीटा cos N3 के बराबर है यदि आप एक पल के लिए हमारी स्लाइड्स पर वापस जा सकते हैं मॉनिटर स्लाइड जो आप देखते हैं कि थीटा के लिए एक बार फिर से ये चेबीशेव पोलीनोमियल्स हैं थीटा के लिए माइनस वन और प्लस वन के बीच चेबीशेव पोलीनोमियल्स की वैल्यू इस गामा द्वारा दर्शाया गया है जो इस रेंज में भी सीमित हैं यह माइनस वन प्लस वन है तो वापस हमारे लिखित स्लाइड्स पर आते हैं ताकि तब आप यह देखें कि जब इस चेबीशेव पॉलिनॉमिअल्स का तर्क माइनस वन के बीच होता है यदि हम जब इस चेबीशेव पॉलिनॉमिअल्स का तर्क हमें माइनस वन और प्लस वन के बीच होता है तो आउटपुट भी माइनस वन और प्लस वन के बीच होता है तो फिर यहां से हम जो देख सकते हैं वह यह है कि अगर हम अपनी रेंज को मैप करते हैं तो आप जानते हैं कि यदि हम अपना पास बैंड मैप करते हैं जैसा कि हम इस रेंज में कहते हैं तब से चेबीशेव पॉलिनॉमिअल्स का आउटपुट भी रिस्ट्रिक्टेड है तो वह भी इस रेस्ट्रिक्शन के कारण लिमिटेड होगा तो एक तरह से अगर हम अपने X को चुनते हैं तो एक से अधिक मॉडुलस X के लिए हमारे पास एक से अधिक चेबीशेव पॉलिनॉमिअल्स का मॉडुलस है और अगर मान ले की हमारे X को हम माइनस वन से प्लस वन के बीच रोकते है तो X का मॉडुलस एक है और यह हमारे बैंडविड्थ थीटा M पाई माइनस थीटा M के एन्ड पॉइंट्स पर मैप किया जाता है फिर हम इम्पीडेन्स मैच को प्राप्त कर सकते हैं यह लॉजिक है चेबीशेव पॉलिनॉमिअल्स के पीछे यह इन्फ़ोसिओन है मान लीजिए कि हम अपने X को चुनते हैं यह X जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे हम चेबीशेव फ़ंक्शन के आर्गुमेंट को कॉस थीटा के रूप में कॉस थीटा M के बराबर मैप कर रहे हैं जो कॉस थीटा सेक थीटा M के बराबर है फिर अगर हम अपने इनपुट रिफ्लेक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन को इस तरह से परिभाषित करते हैं जैसा कि हमारा आर्गुमेंट माइनस से प्लस वन के बीच है हम पहले इसे नोट करते हैं और जो टर्म्स इसके बाहर हैं जो कि चेबिशेव फ़ंक्शन के बाहर हैं उन्हें उचित सीमा तक गामा इन की वैल्यू को स्केल करने के लिए सर्व किया जाता है तो मान लीजिए कि यह बायनोमिअल ट्रांसफार्मर की बायनोमिअल एक्सप्रेशन के लिए बिलकुल इसके जैसा एक प्रोटोटाइप फ़ंक्शन है जैसे हमारे पास एक प्रोटोटाइप फ़ंक्शन था इसलिए यह चेबीशेव ट्रांसफार्मर यह हमारा प्रोटोटाइप फ़ंक्शन है इसलिए फिर से बिलकुल जैसा की हमने बायनोमिअल ट्रांसफार्मर के लिए किया अगर हम गामा इन थीटा को शून्य के बराबर लेते है और वह गामा L के बराबर होना चाहिए और जो कि उस थीटा को शून्य के बराबर करता है और यह एक्सप्रेशन हमें मिलती है यह ATN सेक थीटा M के बराबर है जिससे हम A के लिए एक वैल्यू एक्सप्रेशन जैसे कि गामा L अपॉन TN सेक थीटा M प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम सीधे तौर पर गामा इन थीटा को गामा L अपॉन TN सेक थीटा M के बराबर लिख सकते हैं E माइनस J और थीटा में है TN सेक थीटा M cos थीटा फिर से यदि हम एक गामा M की वैल्यू को परिभाषित करते हैं जो की इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट का मैक्सिमम अल्लोवेबल मैगनीटुड है फिर वह थीटा M के गामा इन के बराबर होता है और उसके लिए एक्सप्रेशन होगी यह सीमा है और फिर यह वैल्यू है जो कि हम देखते हैं कि गामा M केवल A के मैगनीटुड के बराबर है तो फिर हम गामा इन थीटा को प्लस माइनस गामा M के बराबर भी लिख सकते हैं तो यह गामा इन थीटा के लिए पूर्ण एक्सप्रेशन है और हम देखते हैं कि यह इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट दोनों गामा M और थीटा M पर निर्भर है और हम जानते हैं कि यह पॉजिटिव साइन ZL Z0 से अधिक है के लिए है अर्थात् जब गामा L पॉजिटिव है और यह नेगेटिव साइन ZL Z0 से कम है के लिए है अर्थात् जब गामा L नेगेटिव है तो अब यहां से डिजाइन कैसे करें वह अच्छी एक्सप्रेशन जो हमने अपने बायनोमिअल ट्रांसफार्मर के लिए प्राप्त की हैं हम ऐसा कैसे करते हैं तो पहली बात यह है कि हम बैंडविड्थ के लिए एक एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं हमने देखा कि गामा M गामा L अपॉन TN सेक थीटा M के बराबर है चेबीशेव पोलीनोमिअल की एक वैकल्पिक परिभाषा का उपयोग करते हुए वह साइड एंड स्टेट लेकिन यह भी एक एक्सप्रेशन इस पोलीनोमिअल के लिए है यहाँ से मैं इसे सब्स्टीट्यट कर सकता हूँ यहाँ मैं लिख सकता हूँ निम्न के रूप में सेक थीटा M के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त करें और इसमें से एक बार जब हम थीटा M की वैल्यू निकाल लेते है तो हम बैंडविड्थ के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं गामा M की एक निश्चित वैल्यू दी गयी है हम पहले थीटा M की वैल्यू निकालते हैं और इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं और एक बार हम थीटा M की वैल्यू का पता लगाते हैं हम फ्रॅक्शनल बैंडविड्थ का पता लगाते हैं तो यह है कि डिजाइन कैसे की जाती है पहले यह स्टेप 1 है यह स्टेप 2 है और फिर हम बस बराबरी करते हैं जैसा की एक मल्टी स्टेज इम्पीडेन्स नेटवर्क के इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के लिए हमारी एक्सप्रेशन के साथ चेबिशेव पोलीनोमिअल की वैल्यूज को आप जानते हैं लेकिन फिर चेबीशेव पोलीनोमिअल के लिए विस्तार इतना सरल नहीं है जितना कि हमने बायनोमिअल के मामले में देखा था इसलिए हम देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं देखें कि अगर हम विभिन्न पोलीनोमिअल ऑर्डर्स द्वारा जाते हैं तो तीसरे आर्डर के चेबीशेव पोलीनोमिअल को इस तरह लिखा जा सकता है तो यह इतना सीधा नहीं है जैसा की बायनोमिअल पोलीनोमिअल के लिए लेकिन यहाँ हमें प्रत्येक आर्डर के एक्सपेंशन के लिए एक एक्सप्रेशन निकालनी होगीकॉम्बिनेशनल फंक्शन्स का उपयोग करते हुए यहाँ कोई जनरल फार्मूला नहीं है जैसा कि हमने बाइनोमिअल एक्सपेंशन के लिए देखा था तीसरा T4 सेक थीटा M कोस थीटा को इस तरह एक्सपैंड किया जा सकता है तो ये एक्सपैंशस हैं और हम क्या कहते हैं N को 3 के बराबर इन एक्सप्रेशंस का उपयोग करते हुए में गामा इन थीटा जो मैने पिछली स्लाइड में प्राप्त किया था आप गामा इन थीटा के बराबर लिख सकते हैं यह पहले के एक्सपेंशन से एक्सपेंशन है जो हमने प्राप्त किया था जब हम यह तीसरे आर्डर के लिए एक्सपैंड करते है तो हमे इस तरह से मिलता है यह केवल सिमिट्रीकल ट्रांसफॉर्मर के लिए सही है और चेबशेव एक्सपेंशन का उपयोग करके जो हमने अभी देखा गामा इन थीटा को इस तरह दिया जा सकता है अब यह तीसरे आर्डर चैबीशेव पोलीनोमिअल के लिए एक्सपेंशन है और यह एक तीसरे आर्डर के इम्पीडेन्स ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क के लिए इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के लिए एक्सप्रेशन के लिए एक्सपेंशन है और बशर्ते नेटवर्क सिमिट्रीकल है इसलिए एक बार जब हम इन दो एक्सप्रेशंस को प्राप्त कर लेते हैं तो यह एक है और यह एक हम दोनों को बराबर करना है और एक बार जब हम दोनों की बराबरी कर लेते हैं तो हम गामा जीरो को गामा थ्री के बराबर कर देते हैं यह सिमिट्री के कारण होता है और गामा वन गामा टू के बराबर होता है इसलिए ये एक बार हम गामा जीरो गामा वन गामा टू गामा थ्री की वैल्यूज का पता लगा लेते हैं फिर हम इस फार्मूला को लागू करते हैं जिसमें से हम कर सकते हैं जिसमें से एक बार जब हम गामा जीरो को जानते हैं तो हम Z1 का पता लगा सकते हैं एक बार जब हम गामा वन को जानते हैं तो हम Z2 का पता लगा सकते हैं और इसी तरह तो फिर यह पूरी डिजाइन प्रक्रिया है इसलिए सारांश में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चैबीशेव पोलीनोमिअल के लिए एक्सपेंशन इतना सीधा नहीं है फिर प्रत्येक आर्डर के लिए हमें एक व्यक्तिगत एक्सपेंशन करना होगा और यह कुछ हद तक जटिल है दूसरी ओर बायनोमिअल एक्सपेंशन यह बहुत सरल है यहाँ हमारे पास बायनोमिअल एक्सपेंशनके लिए एक सीधा फार्मूला है और इसे संभालना आसान है और निश्चित रूप से डिजाइन करना है तो सवाल यह है कि हमारे पास पहले स्थान पर यह चेबीशेव ट्रांसफार्मर क्यों है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यदि हम एक पल के लिए मॉनिटर की स्लाइड पर वापस जा सकते हैं ये विभिन्न ऑर्डर्स के लिए चेबीशेव पोलीनोमिअल एक्सपेंशन हैं यदि लाल वाला N के लिए एक के बराबर है तो यह N के बराबर 1 पोलीनोमिअल बायनोमिअल एक्सपेंशन के समान है तो नीला वाला N के बराबर 2 काला वाला N के बराबर 3 और बैंगनी वाला N के बराबर 4 चेबीशेव पोलीनोमिअल का प्रतिनिधित्व करता है चेबीशेव पोलीनोमिअल का लाभ यह है कि पहले मुझे नुकसान कहना चाहिए नुकसान यह है कि यहाँ पर मल्टीप्ल रिप्पल हैं यह एक मक्सिमलीफ्लैट एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन फिर रिप्पल की उपस्थिति के कारण हम कर सकते हैं क्योंकि हम कुछ रिप्पल की अनुमति दे रहे हैं पास्ट बैंड में हम अपने बैंडविड्थ को और एक्सपैंड करने की अनुमति दे सकते हैं उदाहरण के लिए यदि हमारा गामा M इस रेखा के साथ N के लिए 4 के बराबर है यह बैंगनी रेखा है कहते हैं कि हमारा गामा M इस तरह है पर क्योकि कि हम कुछ रिप्पल को निश्चित रूप से गामा M की वैल्यूज को पार करने की अनुमति दे रहे हैं क्योंकि हम अनुमति दे रहे हैं इन रिप्पल को हम अपने बैंडविड्थ के लिए अधिक अलाउंस दे सकते हैं तो पास्ट बैंड में और अधिक रिप्पल प्रदान करने के लिए हम एक वाईडर बैंडविड्थ को सक्षम कर रहे हैं यही कारण है कि हम चेबीशेव पोलीनोमिअल के लिए जाते हैं लेकिन बाइनोमिअल पोलीनोमिअल या मोनोमियल ट्रांसफार्मर का बहुत ही फ्लैट रिस्पांस होता है इम्पीडेन्स मैचिंग बैंडविड्थ में पास्ट बैंड कि एक बहुत ही फ्लैट करैक्टरिस्टिक्स होती है लेकिन तब समस्या यह है कि हम इसे इतना फ्लैट बना रहे हैं कि हम पास्ट बैंड में किसी भी रिप्पल की अनुमति नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि हमारी बैंडविड्थ कुछ हद तक चेबीशेव पोलीनोमिअल की तुलना में विवश है तो यह चेबीशेव पोलीनोमिअल या चेबीशेव ट्रांसफार्मर या बायनोमिअल ट्रांसफार्मर के बीच सम्बंद दिया जाता है बायनोमिअल ट्रांसफार्मर का बहुत ही फ्लैट रिस्पांस होता है लेकिन बैंडविड्थ कम चेबीशेव पोलीनोमिअल क्योंकि यह रिप्पल से संरेखित होता है इसकी एक वाईडर बैंडविड्थ है अगले मॉड्यूल में हम कुछ विशेष इम्पीडेन्स ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क को पेपर के रूप में जाना जाएगा